प्रोजेक्शन्स ऑफ़ सॉलिड्स II हैलो इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे NPTEL ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स में आप सभी का स्वागत है हम लेक्चर नंबर 43 में प्रोजेक्शन ऑफ़ सॉलिड्स के बारे में सीख रहे हैं एक उदाहरण लेते हैं जिसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन पर एक ट्रायंगुलर प्रिज्म रखा गया है जिसमें एपेक्स और एक्सिस है इसे देखने की कोशिश करेंगे कि ये VP और HP पर कैसा दिखेगा अब यदि उदाहरण के लिए एक बेस एज लेते हैं तो यह या दूसरा या तीसरा बेस एज HP के समानांतर हो तब हमें टॉप व्यू से देखने पर यह पूरा बिंदु एक एपेक्स बिंदु पर सिकुड़ जाता है और हम इन एजेज को भी उन तीनो एजेज के साथ देखने की स्थिति में होते हैं यही कारण है कि हमारे पास ये कंटीन्यूअस लाइंस हैं अब अगर हम टॉप व्यू से देख रहे हैं तो यह एक समबाहु ट्रायंगल जैसा दिखता है टॉप से इसकी सारी स्लैंट एजेज़ और पूरा बेस दिखाई देता है और अगर हम इसे फ्रंट से देख रहे हैं तो यह हमें समद्विबाहु ट्रायंगल जैसा दिखता है जबकि इसकी एक एज HP के समानांतर है ये स्लैंट लाइन्स एक बिंदु यानी कि अपेक्स पर इंटरसेक्ट करती हैं तो टॉप व्यू में हमें ao bo और co एवं ab bc और ca ये सारी लाइंस हमें दिखाई देती हैं इसलिए इन्हें कंटीन्यूअस लाइन से ड्रॉ किया जाता है यह लाइंस ao bo और co o पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो सतह पर हमें एक ट्रायंगल दिखेगा इसी तरह यह पूरी सतह इस पूरी सतह को मैप करती है और हमें एक दूसरा ट्रायंगल दिखेगा नामकरण हमेशा टॉप व्यू से करते है टॉप व्यू से हमारे पास a b c ट्रायंगल होता है और जब हम फ्रंट व्यू से देखते है तो हमारे पास a b c ट्रायंगल होता है आइये अब बेस एज ac को इस तरह से घुमाते हैं कि एज bc VP के लंबवत हो तो हमें एक इंक्लाइंड प्रिज्म टॉप व्यू में प्राप्त होता है जैसा कि एज bc वर्टिकल प्लेन के लंबवत है तो इस स्थिति में फ्रंट से देखने पर b और c से कोइंसिड होने के कारण यह एक ही बिंदु पर मैप हो जाते है यहां बहुत सारे पॉइंट्स है कुछ पीछे की तरफ है तो कुछ बाहर की तरफ तो जो बाहर की तरफ पॉइंट्स हैं वह विजिबल है और जो पीछे की तरफ पॉइंट्स हैं वह इनविजिबल हैं और उनको पैरेंथेसिस में लिखा गया है तो यहां हम देख रहे हैं कि b पॉइंट बाहर की तरफ है और विजिबल है जबकि c पॉइंट ठीक इसके पीछे की तरफ है और इनविजिबल है इसलिए इसको पैरेंथेसिस में लिखा गया है इसी प्रकार टोप व्यू में o पॉइंट विजिबल है लेकिन o1 पॉइंट इनविजिबल है तो इसको o लिखा गया है इसी प्रकार फ्रंट व्यू में भी o विजिबल है जबकि o1 इनविजिबल है तो o1 को पैरेंथेसिस में लिखा गया है और इसके एक्सिस को पहले की भांति ही डैस डॉट लाइन से बनाया गया है अब तीसरा केस लेते हैं जिसमें b और c पॉइंट कोइंसाइड ना करके थोड़े से ऑफ़सेट हैं यानी कि ac एज VP से फाई कोण बनाता है ऐसा करने से हमें obc सतह दिखने लग जाती है जैसा कि फ्रंट व्यू में दिखाया गया है तो इसी प्रकार से a o b सतह भी हमें दिखाई देती है अब इसका एक्सिस oo1 लेते हैं यहां टॉप व्यू ने हमें o पॉइंट दिखाई देता है लेकिन o1 नहीं और फ्रंट व्यू में इसकी एक्सिस लाइन को डैस डॉट लाइन से दर्शाया गया अब हम चौथा केस लेते हैं जिसमें बेस एज VP के समानांतर है और उसके पास होने की बजाय बेस एज VP के समानांतर है लेकिन VP से दूर यानी कि पहले केस के विपरीत या यह कहे कि दोनों बेस एज वर्टिकल प्लेन से बराबर कोण पर झुकी हुई है तो इसका टॉप व्यू हमें फिगर में दिखाया अनुसार मिलता है अब इसके फ्रंट व्यू को प्राप्त करने के लिए इन सारे पॉइंट्स a b c और o को ऊपर की तरह प्रोजेक्ट करते हैं यह पूरी सतह oab हमें दिखाई देती है इसे कंटीन्यूअस लाइन से ड्रॉ करते हैं और यह पिछे की एज oc हमें दिखाई नहीं देती है यही कारण है कि इसे डैस लाइन से दिखाया गया है यदि हम इसे ध्यान पूर्वक देखें तो यह oo1 लाइन डैस डॉट लाइन होनी चाहिए थी लेकिन ऑब्जेक्ट डायमेंशन को ज्यादा महत्व दिया जाता है ना कि इसके एक्सिस को इसलिए इसे डैस डॉट लाइन की बजाए डैस लाइन से ड्रॉ किया है इसलिए हमने एक्सिस की बजाए इनविजिबल डायमेंशन को ज्यादा महत्व दिया है एक और उदाहरण लेते हैं जिसमें एक सिलेंडर अपने जनरेटर के बल पर होरिजेंटल प्लेन पर रखा हुआ है और उसका एक्सिस VP के लंबवत है तो इसके फ्रंट व्यू टॉप व्यू ड्रॉ करने हैं आइए इसे समझते हैं यह वर्टिकल प्लेन है और इसके लंबवत यह होरिजेंटल प्लेन है और इस सिलेंडर को होरिजेंटल प्लेन पर लिटाया हुआ है जब हम इसको फ्रंट से देखते हैं तो यह केवल इन पॉइंट्स पर HP को स्पर्श करता है इन पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन ही जनरेटर को स्पर्श करती है बाकी बचे हुए पॉइंट्स जनरेटर को स्पर्श नहीं करते हैं तो यह सिलेंडर टॉप से देखने पर रेक्टेंगल के जैसे और फ्रंट से देखने पर सर्कल के जैसे दिखाई देता है और यह FV में केवल एक पॉइंट पर HP को स्पर्श करता है जबकि टॉप व्यू में यह एक लाइन पर स्पर्श करता है फ्रंट व्यू में इसकी सेंटर लाइन oo1 है जबकि टॉप व्यू में इसे डैस डॉट लाइन oo1 से दिखाया गया है अब यदि एक कोन होरिजेंटल प्लेन पर बेस की बजाय जनरेटर के सहारे रखा हुआ है तब इसके टॉप और फ्रंट व्यू बनाने हैं टॉप व्यू से देखने पर यह हमें एक ट्रायंगल के जैसे दिखाई देता है क्योंकि यह एक कॉन है जो होरिजेंटल प्लेन पर रखा हुआ है यह अपेक्स पॉइंट हमेशा ग्राउंड को स्पर्श करेगा जैसा कि है राइट सर्कुलर कोन है तो फ्रंट से देखने पर यह हमें एक सर्कल की जैसे दिखाई देता है यह पॉइंट बेस पर है जोकि होरिजेंटल प्लेन पर है इसका मतलब यह हुआ कि यह पूरी लाइन यानी कि जनरेटर लाइन को जब हम इस दिशा में फ्लिप करते हैं तो हमें लाइन की बजाय केवल एक पॉइंट दिखाई देता है इसी प्रकार यदि हम एक ऐसा प्रिज्म लेते हैं जिसकी एक्सिस वर्टिकल प्लेन के लंबवत है समझने के लिए उदाहरण स्वरूप हम बॉक्स के जैसा प्रिज्म लेते हैं यदि हम इस तरह का प्रिज्म लेते हैं जिसका एक्सिस वर्टिकल प्लेन के लंबवत है तो टॉप व्यू में यह रेक्टेंगल के जैसे मैप होता है और फ्रंट व्यू में भी यह एक रेक्टेंगल के जैसे मैप होता है तो दोनों ही केस में हमें रेक्टेंगल मिलते हैं इसलिए अलग अलग प्रिज्म के अलग अलग तरह के प्रोजेक्शन होंगे उदाहरण के लिए एक पेंटागॉनल प्रिज्म लेते हैं जिसकी एक्सिस VP के लंबवत है सबसे पहले केस 1 लेते हैं जिसमें इसका एक रैक्टेंगुलर फेस HP पर टिका हुआ है जब हम फ्रंट से इसे देखते हैं तो यह हमें एक पेंटागन के जैसा VP पर दिखाई देता है और टॉप से देखने पर यह हमें एक रेक्टेंगल के जैसे दिखाई देता है इसके अलावा जो एजेज जैसे कि bb1 हमें दिखाई देती हैं उन्हें कंटीन्यूअस लाइन से जबकि जो एजेज जैसे कि ee1 और dd1 हमें दिखाई नहीं देती उन्हें डैस्ड लाइन से दर्शाते हैं अब हम केस 2 लेते हैं जिसमें एक्सिस वर्टिकल प्लेन के लंबवत तो है लेकिन यह एक एज ee1 से HP पर टिका हुआ है केस 1 की तुलना में यह थोड़ा सा घुमाया हुआ है जिससे यह एक सतह की बजाय केवल एक एज से ही HP पर टिका हुआ है अब इसे टॉप व्यू से देखने पर हमें इसकी पांच में से चार एजज aa1 bb1 cc1 और dd1 दिखाई देती हैं इन्हें कंटीन्यूअस लाइन से ड्रॉ किया गया है जबकि एक एज ee1 दिखाई नहीं देती है इसलिए उसे डैस्ड लाइन से ड्रॉ किया गया है अब केस 3 लेते हैं जिसमें प्रिज्म का एक्सिस VP के लंबवत है और एक सतह bcc1b1 होरिजेंटल प्लेन के समानांतर है तो फ्रंट व्यू में यह प्रिज्म हमें एक पेंटागन के जैसे दिखाई देता है जिसकी यह सतह एक एज bc या b1c1 के जैसे दिखाई देती है जो कि होरिजेंटल प्लेन के समानांतर है टॉप से देखने पर हमें इसकी पांच में से चार एजज aa1 bb1 cc1 और dd1 दिखाई देती हैं इन्हें कंटीन्यूअस लाइन से ड्रॉ किया गया है जबकि एक एज ee1 दिखाई नहीं देती है इसलिए उसे डैस्ड लाइन से ड्रॉ किया गया है केस 3 सिमेट्रिक है जबकि केस 2 नहीं यदि मैं अब इस प्रिज्म का साइड व्यू ड्रॉ करना चाहता हूं तो यह इस प्रकार होगा हम इसे लेफ्ट साइड से देखते हैं तो इसे राइट साइड में ड्रॉ करते हैं तो लेफ्ट साइड से देखने पर हमें इसकी तीन एजेज़ दिखाई देती हैं ये तीन एजेज़ bb1 aa1 और ee1 हैं जिन्हे HP के समानांतर ड्रॉ किया गया है जबकि इनके एंडस को HP के लंबवत लाइन ड्रॉ करके दर्शाया गया है यदि हम ध्यान से देखें तो aa1 लाइन इसके एक्सिस से नीचे की तरफ ड्रॉ होनी चाहिए इस प्रकार से हम इसका LHS व्यू ड्रॉ करते हैं अब हम एक पेंटागनल पिरामिड लेते हैं जिसका एक्सिस वर्टिकल प्लेन के लंबवत है तो फ्रंट व्यू में यह हमें एक पेंटागन के जैसे दिखाई देता है और इसकी सारी सतहें या सारे स्लेंट एजेज़ भी हमें दिखाई देती हैं इसलिए इसके बेस के सारे पॉइंट्स को अपैक्स से कंटीन्यूअस लाइंस ड्रॉ करके जोड़ा गया है टॉप व्यू से देखने पर यह हमें एक ट्रायंगल के जैसे दिखाई देता है जो एजेज़ हमें दिखाई देते हैं उन्हें कंटिन्यूज लाइन से ड्रॉ करेंगे और जो दिखाई नहीं देते हैं उन्हें डैस्ड लाइन से ड्रॉ करते हैं तो टॉप व्यू से देखने पर हमें ab और bc लाइन दिखती है और पांच में से तीन स्लैंट एजेज़ ao bo और co हमें दिखाई देते हैं जिन्हें कंटिन्यूअस लाइन से ड्रॉ करते हैं और जो एजेज़ जैसे कि eo और do हमें दिखाई नहीं देते हैं उन्हे डैस्ड लाइन से ड्रा करते हैं अब हम के केस 2 लेते हैं जिसमें बेस का एक कॉर्नर HP पर रखा हुआ है केस 1 की तुलना में यह एक छोटे से कोण से काउंटर क्लॉक वाइज घुमाया हुआ है और इसका एक्सिस पहले केस की भांति ही VP से लंबवत है तो इस पोजीशन में हमें टॉप व्यू में पांच में से चार एजेज़ ao bo co do और बेस ad दिखाई देते हैं जिन्हे कंटीन्यूअस लाइन से ड्रॉ करते हैं जबकि एक एज eo हमें दिखाई नहीं देती है उसे डैस्ड लाइन से ड्रॉ करते हैं तो यदि हम FV के सारे पॉइंट्स को नीचे की तरफ मैप करते हैं तो a से a b से b c से c d से d और e से e को टॉप व्यू में ड्रॉ करते हैं ध्यान देने से पता चलता हैं कि e पॉइंट हमें दिखाई नहीं देता है इसलिए e को o से डैस्ड लाइन से जोड़ देते हैं यही कारण है कि इसे पैरेंथेसिस में दर्शाया गया है इसी प्रकार से केस 3 में यदि यह पिरामिड e पॉइंट से HP पर टिका हुआ है तो टॉप से देखने पर हमें बेस के a b c और d पॉइंट्स दिखाई देते हैं जो कि एक ही लाइन पर स्थित हैं और इसकी स्लैंट एजेज़ ao bo co और do भी दिखाई देते हैं जिन्हे कंटीन्यूअस लाइन से ड्रॉ किया गया है और जो एज eo दिखाई नहीं देते हैं उन्हें डैस्ड लाइन से ड्रॉ किया गया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अगली क्लास में हम प्रोजेक्शन आफ सॉलिड्स के बारे में और अधिक जानने और सीखने का प्रयास करेंगे